छात्रों आपका स्वागत है तो पिछली कक्षा में हम भारतीय व्यापार परिदृश्य और बैंकों द्वारा उद्योग को कार्यशील पूंजी वित्त कैसे प्रदान किया जाता है इसके बारे में बात कर रहे थे तो अब हम विभिन्न कंपनियां जो इस्पात क्षेत्र में काम कर रही हैं उनके विभिन्न तरलता अनुपातों को देखते हैं और यदि आप सेल की तरलता अनुपातों को देखते हैं तो आप देखते हैं कि 2000 2001 से 2011 12 तक उनका तरलता अनुपात यदि आप वर्तमान अनुपात के बारे में बात करते हैं हालांकि यह अब सीमा स्तर को छू रहा है बाद के वर्षों में यह 133 था लेकिन शुरुआत में या आप कहें कि पिछले वर्षों में अनुपात बहुत अधिक था जो 2000 2001 में 158 1 था और 2007 08 जैसे वर्षों में यह 219 और 207 हो गया था जो कि 2 1 के रूल आफ थंब 1 1 है और यदि आप इसे देखते हैं मान लीजिए कि उनके पास एसिड टेस्ट अनुपात की तुलना में उनका वर्तमान अनुपात बहुत अधिक क्यों है मैं तुम्हें इस तकले जाऊंगा लेकिन इससे पहले हम दूसरी कंपनियों को देखें कि उनके ये 2 अनुपात कैसे हैं यदि आप सेल हैं और प्रतिशत के हिसाब से हमने यह भी देखा है कि एक साल में यह 60 तक भी जा चुका है और आधे सालों में यह 50 है हालांकि यह पिछले कुछ सालों में कम हुआ है इसलिए अगर औसत निकालते हैं तो हमने औसत भी देखा है औसत प्रतिशत जो कि 48 है जो बहुत ही खतरनाक प्रतिशत है जो कि सेल की बहुत ज्यादा राशि के कारण बीमार कंपनी बन गई यदि वे करंट असेट्स की बहुत बड़ी मात्रा इसका मतलब है कि वे तरलता का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं हैं या आप इसे उनकी कार्यशील पूंजी का प्रबंधन कह सकते हैं लेकिन तरलता है तकनीकी दिवाला भले ही न हो लेकिन यदि आप उस फर्म की लाभप्रदता को देखते हैं यदि आप संगठन के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य को देखते हैं जो कंपनी के हित में नहीं है करंट ऐसेट से कर रहे हैं और यह तुलना केवल पिछले 3 सालों 2009 10 10 11 और 11 12 की है और हमने औसत की भी गणना की है तो आप देखते हैं कि सेल का आधा हिस्सा भी नहीं है इसलिए दोनों कंपनियां दोनों निजी क्षेत्र की कंपनियां बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही हैं भले ही आप कच्चे माल की बात करें लेकिन इन 2 कंपनियों का ज्यादातर कच्चा माल आयातित स्रोतों से आ रहा है और क्योंकि कुल मिलाकर लौह अयस्क की बंदी खदानें सेल कहा जाता है जो काफी हद तक आयातित कच्चे माल पर निर्भर करता है इसलिए आयातित कच्चा माल होने के बाद और फिर कुल करों और अन्य लागतों का भुगतान करने से वे एक नकारात्मक कार्यशील पूंजी बनाए हुए हैं वे एक आक्रामक दृष्टिकोण का पालन करके शो भी एक अच्छी तरह से प्रबंधित कंपनी है एक अत्यधिक वित्तीय रूप से अनुशासित कंपनी है और वे एक नकारात्मक कार्यशील पूंजी के साथ शो भी चला रहे हैं जहां उनका वर्तमान अनुपात है 1 से कम और वे औसत हैं यानी यदि आप देखते हैं यह 09 1 है सेल को एशिया के स्टील विनिर्माण के पहले उच्च तकनीकी संयंत्र के रूप में स्थान दिया गया है तो स्टील की गुणवत्ता और कीमत जो लोग इन 2 कंपनियों के स्टील के लिए भुगतान कर रहे थे सेल जिसने 90 या 80 90 बाजार लेकर 50 से अधिक वर्षों तक बाजार में एकमात्र खिलाड़ी होने का इस देश के विशाल बाजार का आनंद लिया जहां तक कार्यशील पूंजी प्रबंधन का सवाल है तो वे बहुत खराब प्रदर्शन कर रहे हैं और यदि आप इन निजी क्षेत्र की कंपनियों के बारे में बात करते हैं तो वे बहुत आगे हैं तो यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर है और कैसे कार्यशील पूंजी का प्रबंधन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों या निजी क्षेत्र की कंपनियों में किया जाता है इसी प्रकार यदि आप यहां करंट ऐसेट में बहुत उच्च स्तर था बाद के वर्षों में यह घटकर 34 रह गया है औसत 34 निकलता है टिस्को में हाल ही में यह घटकर 34 रह गई है इससे पहले के वर्षों में हमने देखा कि यह लगभग 60 था तो इसका मतलब है कि अगर आप इन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों की तुलना कर रहे हैं तो हम अंतर देख रहे हैं और अंततः सभी मोर्चों पर दक्षता की कमी के कारण लोग उनके कुप्रबंधन की कीमत चुका रहे हैं आप उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं आप उत्पादन की लागत के बारे में बात करते हैं लोग उस अकुशल और बाजार में कच्चे उत्पादन के लिए कीमत चुका रहे हैं यह सब इन कंपनियों के अपेक्षित मानदंडों के खिलाफ था और हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र का मॉडल है

आप एक ही सेक्टर का जो स्तर यह बनाए रख रहे हैं उसकी लागत है उन्हें यह कम से कम करना चाहिए अगर वे ऐसा करने में सक्षम हैं उन्हें इसे कम से कम करना चाहिए लेकिन अगर आप एक ही सेक्टर में निजी क्षेत्र की कंपनियों की तुलना करते हैं तो आप पाएंगे कि करंट असेट्स के स्तर को कम करने की कोशिश करेंगे इसलिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संस्कृति में यह अंतर है इसलिए यहाँ मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ बस आपको सेल अनुपात में भारी अंतर क्यों है आप देखते हैं कि जब आप वर्तमान अनुपात की गणना करते हैं वर्तमान अनुपात आप कह सकते हैं कि यह करंट असेट्स में लेते हैं और करंट लायबिलिटीज इस तरह इसकी गणना की जाती है तो इसका मतलब है कि जब आप इस वर्तमान अनुपात को देख रहे हैं जैसे वर्तमान अनुपात बहुत अधिक है और क्विक बन जाता है तो क्विक ऐसेटस को घटा रहे हैं तो अनुपात प्रबंधनीय हो जाता है स्वीकार्य स्तर पर हो जाता है स्वीकार्य स्तर 1 1 है इसलिए यह 1 से कम है तो यह स्वीकार्य है इसका मतलब है कि उनकी करंट ऐसेटस 90 बाजार हिस्सेदारी का आनंद ले रहा था यदि आप सेल खरीदने के लिए बाध्य थे कोई दूसरी कंपनी नहीं है भारत में स्टील बनाने और बेचने वाली कोई अन्य कंपनी नहीं है टिस्को को संगीत का सामना करना पड़ा जब देश के पश्चिमी भाग में इस्पात क्षेत्र में 2 निजी क्षेत्र की कंपनियां लॉयड घटकर केवल 50 या 60 रह गई 50 या 60 बाजार उन्होंने पश्चिमी बाजार को खो दिया उन्होंने दक्षिणी बाजार को खो दिया उन्होंने भारत के केंद्रीय बाजार का हिस्सा खो दिया ये कंपनियां केंद्रीय हिस्से तक अपने उत्पाद बेच रही हैं और फिर कुछ हिस्सा कुछ केंद्रीय हिस्सा टिस्को द्वारा परोसा गया था इसका मतलब है कि अब यह बिक्री देश के उत्तर पूर्वी हिस्से और मध्य भारत के कुछ हिस्से में बची है तो इसका मतलब है कि कुल बाजार में से शायद वे 90 95 बाजार का आनंद ले रहे थे उन्होंने बाजार का आधा हिस्सा खो दिया इसका मतलब है कि उनका उत्पादन लगातार चल रहा है क्योंकि सभी 6 संयंत्र लगातार चल रहे हैं उन्हें बंद नहीं किया जा सकता है इसलिए अगर उत्पादन बंद नहीं किया जा सकता है लेकिन बाजार खो चुका है तो आखिर कर उत्पाद कहां जाएगा उत्पाद तैयार उत्पाद तैयार स्टील इन्वेंट्री में जा रहा है और इन्वेंट्री बढ़ रही है क्योंकि आप उत्पाद को रोक नहीं सकते यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का मतलब है कि लोगों के पास स्थायी नौकरियां है उन्हें बाहर नहीं निकाल जा सकता जब श्रम को बाहर नहीं निकाला जा सकता है संयंत्र बंद नहीं किया जा सकता है क्योंकि अंततः लोगों को वेतन का भुगतान करना पड़ता है तो एक बार जब आप लोगों को वेतन का भुगतान करना होगा तो संयंत्र बंद नहीं किया जा सकता है लोगों को बाहर नहीं निकाला जा सकता है तो अंततः आपको उत्पादन करना होगा इसलिए आप उसी गति से उत्पादन कर रहे हैं जैसा आप अतीत में कर रहे थे लेकिन आपने बाजार का आधा हिस्सा खो दिया है इसका मतलब है कि आपकी इन्वेंट्री ने बाजार को फिर से बनाने की कोशिश की लेकिन जहां तक भारतीय बाजार का सवाल था भारतीय क्षेत्र का संबंध था वे विफल रहे क्योंकि स्टील जो इस निजी क्षेत्र की कंपनियों से आ रहा है वे नवीनतम तकनीक के द्वारा स्टील का निर्माण कर रहे हैं जो बहुत ही कुशल है बहुत ही गुणवत्ता के उत्पाद दे रही है साथ साथ जब आप नई तकनीक नवीनतम तकनीक कुशल तकनीक का उपयोग कर रहे हैं तो प्राकृतिक रूप से आपकी कीमत भी बहुत कम या स्वीकार्य या प्रबंधनीय स्तर पर होगी इसलिए आपके पास प्रबंधनीय स्तर की कीमत है और आपके पास स्टील की गुणवत्ता है जो सेल की जनशक्ति 147 लाख थी जो इस कंपनी की वास्तविक आवश्यकता से कहीं अधिक थी इसलिए यदि आपके पास विशाल श्रम है जो कि तर्कसंगत आधार पर नहीं बल्कि कुछ अन्य कारणों पर नियोजित है तो आप लोगों को हटा नहीं सकते वे स्थायी कर्मचारी हैं यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है आपका उत्पादन निरंतर है लेकिन आपकी बिक्री में कमी आई है इसलिए आय आधी होती जा रही है आमदनी आधी हो गई है और आपका खर्च 100 है आउटपुट तो है लेकिन बाजार में बिक्री नहीं है तो क्या होगा आप एक बीमार कंपनी बन जाएंगे तो फिर क्या होता है सेल है और उनसे कंपनी द्वारा कहा गया कि आप कृपया हमारी समग्र स्थिति और प्रदर्शन का अध्ययन करें और हमें सुझाव दें कि हम वर्तमान स्थिति से कैसे बाहर आ सकते हैं और बीमारी की स्थिति से कैसे निपट सकते हैं यहां तक कि सरकार ने भी इस कंपनी को विनिवेश करने और इसे निजी क्षेत्र को बेचने की कोशिश की यहां तक कि वैश्विक टेंडर भी सरकार द्वारा इस्पात मंत्रालय द्वारा दिए गए लेकिन विशाल जनशक्ति के कारण उन्हें इस कंपनी का कोई खरीदार नहीं मिला कोई भी विश्व कंपनी बहुत कठोर भारतीय श्रम कानूनों के कारण ऐसा नहीं सोच सकती है जब आप उन लोगों को हटा नहीं सकते हैं जो कंपनी में आवश्यक नहीं हैं यदि किसी को कंपनी को संभालना पड़ता है तो उन्हें इस तरह के श्रम विशाल जनशक्ति के साथ संगीत का सामना करना पड़ता है इसलिए कोई भी इस कंपनी को खरीदने के लिए आगे नहीं आया जब कोई भी इस कंपनी को खरीदने के लिए आगे नहीं आया इसलिए सरकार ने अंततः सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर इसे पुनर्जीवित करने के बारे में सोचा क्योंकि रोजगार बचाने का सवाल है अन्यथा अगर आप कंपनी बंद कर देते हैं तो 147 लाख लोग सड़क पर आ जाएंगे इसलिए उन्हें रोजगार बचाना होगा इस कारण से सरकार ने इसे पुनर्जीवित करने के बारे में सोचा और जब उन्होंने इसे पुनर्जीवित करने के बारे में सोचा तो कंपनी को मैकिन्से की आंतरिक स्थिति का अध्ययन किया और उन्होंने अंततः कुछ अवलोकन किए उन्होंने कुछ अवलोकन किए जैसे कि आप भारतीय बाजार को खो चुके हैं आप इसे पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी प्रतिस्पर्धा लोगों के साथ या उन खिलाड़ियों के साथ है जो इस बाजार में बहुत कुशल हैं इसलिए आप उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में नहीं सोच सकते आप बाजार खो चुके हैं आप बाजार खो चुके हैं तो इस खोए हुए बाजार को अच्छा बनाने के लिए आपको नए बाजारों की तलाश में इस देश से बाहर जाना होगा इसलिए नए बाजारों की खोज करें और अपने उत्पाद को भारत में बेचने के बजाय जैसा कि आप अतीत में करते रहे हैं निर्यात करने के बारे में सोचें तो तब मैकिन्से ने सुझाव दिया कि मध्य पूर्व के देश ईरान इराक सऊदी अरब ये मध्य पूर्व के देश कुवैत आपके लिए बाजार हो सकते हैं यदि आप उन देशों को अपना स्टील बेचने के बारे में सोचते हैं तो शायद आप उनके साथ मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्था पर बातचीत कर सकते हैं और फिर आप कुछ हद तक खोए हुए बाजार को जिसे आप भारत में हार गए हैं भारत से बाहर कुछ बाजार हासिल कर के अच्छा बनाने के बारे में सोच सकते हैं इसलिए उस सुझाव को कंपनी ने अच्छी तरह से लिया दुबई में एक लंबी अवधि के अनुबंध वाली चैनेलाइजिंग एजेंसी कम करनी होगी मैकिन्से का अध्ययन किया वास्तविक लागत कंपनी की मानव संसाधन लागत 22 से अधिक थी इस कंपनी में 147 लाख लोगों की आवश्यकता नहीं थी उन्हें तर्कसंगत शर्तों के अलावा अन्य शर्तों पर काम पर रखा गया था और वे अधिशेष लोग थे तो मैकिन्से ने कहा कि दूसरे उपाय के रूप में आपको एक समय की अवधि में जनशक्ति को कम करना होगा या तो आप उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश करें या आप कुछ लोगों को उनके साथ बातचीत करके कुछ एकमुश्त राशि या ऐसा कुछ देकर बाहर निकाले लेकिन किसी भी तरह से आप जो करना चाहते हैं करें लेकिन जनशक्ति को कम करें तो समय के साथ साथ सेल के लिए 50000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है आपको इस पैसे का इंतजाम करना होगा यदि आप इस पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं तो आप अपनी तकनीक का आधुनिकीकरण कर सकते हैं आप अपने प्लांटस का आधुनिकीकरण कर सकते हैं फिर आप सोच सकते हैं कि उस तकनीक से निकलने वाला उत्पाद और उस कीमत पर दुनिया के बाजारों में नहीं बल्कि भारतीय बाजारों में भी लोगों को स्वीकार्य होगा और आप प्रतिद्वंद्वी क्षेत्र की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे तो वह पैसा 50000 करोड़ आसानी से उपलब्ध नहीं था क्योंकि इस कंपनी ने सरकार के साथ स्टील मंत्रालय के साथ कई अन्य स्रोतों के साथ बहुत कोशिश की लेकिन वे इस पैसे को उत्पन्न नहीं कर सके लेकिन किसी भी तरह अब चरणबद्ध तरीके से वे पुराने प्लांटस ऐसा लगता है कि यह पहियों पर वापस आ गया है जो हम यहां वर्तमान अनुपात से देख रहे हैं कि वर्तमान अनुपात घट रहा है यह मानक रूल आफ थंब के प्रदर्शन में उल्लेखनीय बदलाव आया है तो इसमें सुधार हुआ है क्योंकि उन्होंने न केवल प्रौद्योगिकी में बदलाव किया है वे घरेलू बाजार में भी अपनी स्थिति में सुधार कर रहे हैं वे इसे दुनिया के बाजारों में भी निर्यात कर रहे हैं और बेहतर तकनीक बहुत प्रतिस्पर्धी मूल्य पर बेहतर उत्पाद यदि वे बाजार में बेच रहे हैं तो वे सुधार कर रहे हैं तो यह सेल अनुपात में बहुत अंतर है तो अंतर इस इन्वेंट्री पिछले 10 15 सालों में कैसे चरणों से गुजरा है अभी भी यह एक बीमार कंपनी है अभी भी यह एक बीमार कंपनी है यह नहीं माना जा सकता है कि यह लाल रंग से निकल गई है लेकिन इसकी स्थिति में सुधार हुआ है अब वे कुशल युवा लोग तकनीकी लोग जो तकनीकी रूप से अच्छे हैं जो वित्तीय रूप से अच्छे हैं जो जानकार लोग हैं उन्हें भर्ती कर रहे हैं और वे पुराने कर्मचारियों को नए लोगों के साथ बदल रहे हैं और अब वे विश्व बाजार में भी प्रतिस्पर्धा करने की सोच रहे हैं और वे उसी के साथ शो को देखेंगे टिस्को दृष्टिकोण का पालन कर रहे हैं यहां मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि सभी कंपनियों के लिए एग्रेसिव प्रबंधन का संबंध है लेकिन जे वी एस एल की सीमा केवल 20 है तो क्या आपको नहीं लगता कि यह कंपनी हमेशा अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय तकनीकी रूप से दिवालिया होने या चूक करने के लगातार खतरे के तहत खतरे में है तो इस कंपनी ने कभी चूक नहीं की क्योंकि इसके पीछे एक रहस्य है क्या रहस्य है कि अधिकांश स्टील जे एस डब्ल्यू का अधिकांश कच्चा माल अन्य देशों से आता है कच्चा माल एक आयातित स्टील के रूप में आता है कच्चा इस्पात वे दूसरे देशों से आयात करते हैं और बड़े पैमाने पर वे मध्य पूर्व के देशों से आयात करते हैं मध्य पूर्व के देशों में ये देश इराक और ईरान कई सालों से युद्ध की स्थिति में हैं इसलिए उनके पास इतनी अधिक इस्तेमाल की हुई मिसाइल में तैयार स्टील बनाती है लेकिन उनका कच्चा माल उनके स्वयं के समूह की कंपनी से आता है जो मध्य पूर्व में है इसलिए उनका सप्लायर और उनके कई अन्य स्रोतों से भी कच्चे माल को इकट्ठा करते हैं व्यवस्था करते हैं इसलिए इस्तेमाल किया हुए स्टील के साथ साथ कच्चे स्टील के लौह अयस्क की व्यवस्था वे अन्य देशों से करते हैं और फिर वे भारत में जिंदल स्टील वर्क्स करें

तो यह खबर समूह से बाहर नहीं जाएगी समूह की एक कंपनी समूह की दूसरी कंपनी को भुगतान कर रही है और यदि वह समूह कंपनी आपूर्तिकर्ता को समय पर भुगतान नहीं करने के कारण चूक कर रही है तो इसका मतलब है कि आपूर्तिकर्ता इसे बुरा नहीं मान सकता क्योंकि शीर्ष प्रबंधन समान है शीर्ष प्रबंधन समान है इसलिए प्रतिष्ठा खराब होने का कोई सवाल ही नहीं है बाजार में वित्तीय विश्वसनीयता खोने का कोई सवाल ही नहीं है बाजार में कोई गुडविल के स्तर को केवल 20 पर बनाए रख सकते हैं लेकिन अन्यथा अगर आप स्वतंत्र कंपनी हैं और स्वतंत्र रूप से बाजार में काम कर रहे हैं और बाजार में आपूर्तिकर्ताओं की संख्या के आधार पर जो बाजार में स्वतंत्र मुक्त आपूर्तिकर्ता हैं हम उनसे आपूर्ति की उम्मीद कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एग्रेसिव का स्तर बहुत कम है तो इसका मतलब है कि आप यह पता लगा सकते हैं कि इस 20 में उनके पास नकदी भी होनी चाहिए उनके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज से पर्याप्त नकदी उपलब्ध नहीं हो रही है तो वे क्या करेंगे इसका मतलब है कि वे भुगतान करने में चूक करेंगे और जब कोई भी कंपनी भुगतान करने में चूक करती है शायद वैसे यह एक अच्छी कंपनी है यदि वह कंपनी नियत तारीख पर या नियत समय पर जब वह देय होती है भुगतान नहीं कर पाती है तो कंपनी को तकनीकी रूप से दिवालिया कहा जाता है यदि आप एग्रेसिव के साथ है टिस्को का प्रबंधन कर रहे हैं इसलिए यहाँ यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है आप इसे कह सकते हैं कि हम टिस्को की कहानी देखते हैं तो हम कई चीजें सीख सकते हैं कि अगर हम आर्थिक रूप से अनुशासित हैं और अगर हम सतर्क संगठन हैं तो करंट ऐसेटस को चला सकते हैं और कह सकते हैं कि तरलता पर्याप्त तरलता भी हो सकती है आप तकनीकी रूप से भी विलायक हो सकते हैं समय पर सभी भुगतान कर सकते हैं और वित्तीय लागत पर भी काफी बचत कर सकते हैं और फिर आप कंपनी के मुनाफे को अधिकतम कर सकते हैं इसलिए कार्यशील पूंजी एक ऐसा उपयोगी और जानने के लिए महत्वपूर्ण विषय है कि यदि हम अपनी बैलेंस शीट के निचले हिस्से को कुशलतापूर्वक और अधिक उपयोगी तरीके से प्रबंधित करने में सक्षम हैं तो मुझे लगता है कि हम अपनी वित्तीय लागत को बहुत हद तक बचा सकते हैं और प्रबंधित कर सकते हैं और यदि आप वित्तीय लागत को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम तो अन्य लागत भी अपने आप प्रतिबंधित हो जाएंगी लेकिन अंततः लागत उत्पादन की कुल लागत नियंत्रण में होगी और बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति होने से लाभप्रदता को बढ़ाया जा सकता है तो अभी तक अभी तक की कक्षा कार्यशील पूंजी प्रबंधन का केवल परिचयात्मक हिस्सा है कार्यशील पूंजी प्रबंधन की नींव है और अब से हम इस विषय की कुल संरचना का निर्माण करेंगे और अगली अवधारणा जो मैं आपसे बात करूंगा वह यह है कि किसी कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का आकलन कैसे करें विभिन्न तकनीकों उपकरणों कि विभिन्न कंपनियों या एक ही कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का आकलन कैसे करें ऐसे कौन से उपकरण तकनीक और प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं यह सभी और कई अन्य चीजों पर मैं आपसे अगली कक्षा में चर्चा करूंगा